इस क्लास में हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब संशोधित वितरण विधि पर चर्चा जारी रखते हैं हमने एक समाधान के साथ शुरू किया था जिसमें 30 को इस पोजीशन 10 25 5 और 30 में एलोकेट किया था अब यह समाधान व्यवहारिक है और इस समाधान का उपयोग करके हमने u और v को परिभाषित किया था तो हमने एक समाधान के साथ शुरुआत की और फिर हमने u और v को परिभाषित किया हमने v1 0 से शुरू किया और फिर हमने ui vj Cijका उपयोग किया जहां एलोकेशन है इसलिए इस u1 0 का उपयोग करते हुए हमें v1 8 मिला क्योंकि यहां एलोकेशन है तो इस एलोकेशन का उपयोग करते हुए हमें v3 मिला और एक बार v3 ज्ञात होने के बाद हम इसका उपयोग u3 प्राप्त करने के लिए करते हैं और एक बार u3 की गणना करने के बाद हमने इस एलोकेशन का उपयोग किया और v2 पाने के लिए इस लागत का उपयोग किया गया और एक बार v2 की गणना की गई तो हमने u2 पाने के लिए इस लागत का उपयोग किया तो सभी u और v की गणना की जाती है एक बार u और v की गणना करने के बाद हम अनएलोकेटेड पोजीशन के लिए Cij ui vj की गणना करते हैं और फिर यह करने के बाद इस पोजीशन के लिए वैल्यू 3 1 1 और 1 प्राप्त होती है अब यह 1 हमें बताता है कि किसी चीज़ को उस पोजीशन में लाना और लाभ कमाना संभव है तो जब Cij ui vj अनएलोकेटेड पोजीशन के लिए नेगेटिव हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम वहां कुछ डाल सकते हैं और हम लागत को और कम कर सकते हैं आप यह भी देखेंगे कि ये चार वैल्यू को जो लाल रंग के बोल्ड में दिखाए गए हैं वे वैल्यू हैं जो हमने प्राप्त की थी जब हमने वास्तव में इस स्टेपिंग स्टोन को लागू किया था जब हमने यहां 1 लगाया और लूप को पूरा किया और अतिरिक्त लागत का पता लगाया तो हमने कहा कि हमारे द्वारा यहां लगाई गई प्रत्येक अतिरिक्त आइटम के लिए लागत 3 होगी और यदि आप एक आइटम यहां डालते हैं और गणना करते हैं लूप को पूरा करें आप देखेंगे कि यहां लाभ है जो इस 1 द्वारा दिया गया है तो हम जानते हैं कि यदि आप एक इकाई डालते हैं तो 1 रुपये का या 1 इकाई लाभ होता है मैं अधिकतम क्या डाल सकता हूं वह अगला सवाल है इसलिए यह करने के लिए कि हम वापस जाते हैं और इसे देखते हैं वही समाधान यहां दिखाया गया है और फिर मैं इस पोजीशन में एक θ लगाता हूं अब जब मैं लूप को पूरा करता हूं तो अब यह 25 θ हो जाता है ताकि यह 25 संतुष्ट हो जाए और इसका ध्यान रखा जाए अब जब मैंने एक θ यहाँ रखा है मुझे 5 θ लगाना होगा ताकि वह संतुलित रहे इसलिए 5 जाता है और 5 θ हो जाता है और एक बार फिर चूंकि यह अब संतुलित है लेकिन हमने यहां θ बढ़ा दिया है इसलिए 30 को 30 θ करना होगा और जब हमने θ को यहां रखा है एक बार फिर इसे संतुलित करने के लिए हम 10 प्राप्त करेंगे जो 10 θ और यह 30 आखिरकार 30 θ हो जाएगा अब जब हम इस पोजीशन में θ को बढ़ाते हुए इन सभी को देखते हैं जैसा कि हम इस पोजीशन में θ को बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि 30 θ कम हो रहा है 25 θ कम हो रहा है और 30 θ कम हो रहा है और सबसे अच्छी वैल्यू जो θ ले सकता है वह 25 है जिसके आगे यह नेगेटिव हो जाएगा इसलिए हम 25 θ डालते हैं और हम इस अलोकेशन को फिर से करते हैं और यदि हम इस अलोकेशन को फिर से करें तो यह 25 हो जाता है 25 θ चला जाता है 5 θ 30 हो जाता है 30 θ 5 हो जाता है 10 θ 35 और 30 θ 5 हो जाता है तो यह एक नया समाधान है जिसे हमने प्राप्त किया है अब हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह समाधान सबसे अच्छा समाधान है या कुछ और अधिक लाभ संभव है या नहीं ऐसा करने के लिए हम एक बार फिर से u1 0 इनिशियललाइस करते हैं और प्रक्रिया को दोहराते हैं तो अब हम इनिशियलाइज़ करते हैं मैंने यहाँ वही सॉल्यूशन दिखाया है अब हम u1 0 को इनिशियलाइज़ करते हैं अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक एलोकेशन है तो ui vj Cij तो v1 8 अब v1 8 के साथ यहाँ एक एलोकेशन है तो v1 u2 4 तो u2 4 बन जाएगा अब इसके साथ फिर से यहाँ एक एलोकेशन है तो u1 v3 7 हैं तो v3 7 हो जाएगा अब यहाँ एक एलोकेशन है तो u3 v3 6 हैं तो u3 1 बन जाएगा अब u3 v2 5 हैं तो v2 6 बन जाता हैं तो अब u और v की गणना की जा चुकी है अब हम वापस जाते हैं और Cij ui vj का मूल्यांकन करते हैं जहाँ कोई अलोकेशन नहीं हैं या अनएलोकेटेड पोजीशन है तो इस पोजीशन के लिए 9 6 0 जो 3 होगा इस पोजीशन के लिए 3 6 4 2 इसलिए 1 होगा इस पोजीशन के लिए 5 7 4 3 जो 2 है और इस पोजीशन के लिए 8 1 7 जो 1 है होगा अब लाल रंग में दिखाई गई यह वैल्यू सभी पॉजिटिव है जिसका मतलब है कि इन पोजीशन पर एक इकाई लगाने से लागत कम नहीं होगी इसलिए हम एल्गोरिथ्म को रोकते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम इसे और कम कर सकें और इसलिए एल्गोरिथ्म रुक जाता है तो इस तरह से मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथ्म या MODI एल्गोरिथम हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है और लागत 565 है जो कि है अब अब तक हमने दो तरीकों को देखा है स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोडिफाइड डिसटीब्यूशन मेथड जो हमें दिए गए शुरुआती समाधान से ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त करने में मदद करती है अभी भी कुछ मुद्दे शामिल हैं जैसे शुरुआती समाधान व्यवहारिक होना चाहिए और इसी तरह अन्य लेकिन इस कोर्स के लिए हम मान लेंगे कि हम एक अच्छा शुरुआती समाधान प्राप्त करने के लिए या तो मिनिमम कॉस्ट मेथड या वोगेलस एप्रोक्सीमेशन मेथड Vogels approximation method का उपयोग करेंगे और इन शुरुआती समाधानों में m n 1 एलोकेशन हैं यदि m सप्लाई प्वाइंट हैं और n डिमांड पॉइंट हैं और ये एलोकेशन स्वतंत्र हैं और हम यह भी जानते हैं कि मिनिमम कॉस्ट मेथड और वोगेलस एप्रोक्सीमेशन मेथड Vogels approximation method हमें ऐसे समाधान देती है तो अब हमें यह समझना होगा कि MODI मेथड ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्यों देती है पहले की क्लास में हमने डुअल को समझने और लिखने में बहुत समय बिताया है तो चलिए अब कोशिश करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन प्रोबलम के लिए डुअल को लिखते हैं अब जो बाईं ओर दिखाया गया है वह प्राइमल है जहां Xij i से j तक पहुंचाई गई मात्रा है और हमने असंतुलित समस्या को दिखाया जहां ली जाने वाली मात्रा सप्लाई से कम या बराबर होना चाहिए और जो डिमांड पॉइंट पर भेजा जा रहा है वह डिमांड से अधिक या डिमांड को पूरा करने वाला होना चाहिए हमने संतुलित संस्करण का भी अध्ययन किया जहां हमने कहा कि ये कंस्ट्रेंटस समीकरण हैं जब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर होती है तो हम संतुलित समस्या को देखते हैं और फिर हम संतुलित समस्या के बारे में डुअल लिखते हैं हमने यह भी कहा कि अगर वहाँ m सप्लाई प्वाइंट हैं तो यहाँ m कंस्ट्रेंटस हैं और यदि n डिमांड पॉइंट हैं तो यहाँ n कंस्ट्रेंटस हैं तो हम अब डुअल वेरिएबल का परिचय देते हैं अब इन वेरिएबलस को ui कहा जाता है जो कि m कंस्ट्रेंटस के लिए u1 से um है और j डिमांड प्वाइंटस के लिए उन्हें vj कहा जाता है तो हमारे 3 बाय 3 उदाहरण में हमारे पास 3 ui और 3 vj है तो अगर इसकी व्याख्या करते हैं फिर डुअल लिखते हैं तो हम देखते हैं कि डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट का RHS गुणा डुअल वेरिएबल है तो डुअल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा क्योंकि प्राइमल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है और और ai ui bj vj का i और j पर योग ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहां जितने प्राइमल वेरिएबल होते हैं उतने ही डुअल कंस्ट्रेंट्स होंगे तो m x n प्राइमल वेरिएबल हैं m x n डुअल कंस्ट्रेंट्स होंगे इसलिए यदि हम एक विशिष्ट Xij लेते हैं तो वह Xij यहां i वाले कंस्ट्रेंट में और j वाले कंस्ट्रेंट में दिखाई देगा तो संबंधित डुअल वेरिएबल ui और vj होंगे तो जब हम डुअल लिखते हैं वह कंस्ट्रेंट ui vj ≤ Cij हो जाएगा जो Xij के संगत वैल्यू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट है तो विशिष्ट डुअल कंस्ट्रेंट ui vj ≤ Cij है और वहाँ जितने डुअल कंस्ट्रेंट है उतनी प्राइमल वेरिएबल की संख्या होगी हमारे उदाहरण में हमने 3 बाय 3 समस्या हल की है इसलिए प्रत्येक i j के लिए डुअल कंस्ट्रेंट 9 होंगे महत्वपूर्ण रूप से ये ui और vj साइन में अप्रतिबंधित हैं क्योंकि हमने अब एक संतुलित समस्या मान ली है प्राइमल कंस्ट्रेंटस समीकरण हैं इसलिए डबल वेरिएबल साइन में अप्रतिबंधित हो जाएगा हमने पहले यह देखा है कि यदि प्राइमल कंस्ट्रेंट एक समीकरण है तो डुअल वेरिएबल साइन में अप्रतिबंधित होता है तो यह ट्रांसपोर्टेशन प्रोबलम का डुअल है अब हम समझते हैं कि हम इस समस्या के डुअल को देखते हुए MODI मेथड के तहत क्या करते हैं Refer Time 1202 अब यह एक ऐसी स्थिति है जिसका समाधान हमारे पास 30 10 25 5 और 30 है और हमने u1 0 को इनिशियलाइज़ किया और फिर हमने ui vj Cij का उपयोग किया जहाँ कहीं भी एलोकेशन है और हमें 5 शेष वैल्यू मिली हमने u1 को इनिशियलाइज़ किया हम v1 v2 v3 और u2 u3 का पता लगाने में सक्षम थे क्योंकि पाँच एलोकेशन m n 1 3 3 1 पाँच एलोकेशन थे और ये पाँच एलोकेशन हमारे लिए शेष पाँच वैल्यू देने के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र हैं अब उदाहरण के लिए हर पोजीशन के साथ अब इस पोजीशन को लेते हैं जहाँ एलोकेशन है अब यहां एक पोजीशन है जहां एलोकेशन है जिसका अर्थ है कि इस पोजीशन में X11 30 है यह एक पोजीशन 1 1 है पहली सप्लाई पहला डेस्टिनेशन 1 1 है तो X11 30 है अब हम यह भी जानते हैं कि जब कभी भी एलोकेशन ui vj Cij है तो हम इस प्रकार ui और vj की गणना करते है तो अब इस समझ के साथ वापस लौटते हैं हम इस पर वापस जाते हैं तो हमने क्या किया है हमने ui और vj की गणना की है और जब कोई एलोकेशन हो जब Xij बुनियादी हो या जब Xij समाधान में हो जब उस पोजीशन ui vj Cij के लिए एलोकेशन हो तब हमने गणना की है अब यदि हम एक विशिष्ट कंस्ट्रेंट ui vj Cij लेते हैं या यदि हम पहला कंस्ट्रेंट लेते हैं तो इसका अर्थ होगा u1 v1 ≤ C11 कंस्ट्रेंट है अब X11 समाधान में है और अब हम देखते हैं कि जब X11 समाधान u1 v1 C11 में है जिसका अर्थ है कि अगर ui vj ≤ Cij एक समीकरण में परिवर्तित हो जाता है अगर हम उसमें एक स्लैक वैरिएबल जोड़ते हैं अब उस स्लैक वेरिएबल को hij कहते हैं कुछ hij को स्लैक वेरिएबल होने दें अब जब u1 v1 C11 है तब संबंधित स्लैक वेरिएबल 0 होगा तो जब भी ui vj Cij होता है तब संबंधित स्लैक वेरिएबल 0 होता है अब हम यह भी जानते हैं कि जब भी Xij समाधान ui vj Cij में होता है जिसका अर्थ है कि जब Xij समाधान में होता है तो संबंधित डुअल कंस्ट्रेंट स्लैक 0 होता है जिसका अर्थ है कि xv हमारे नोटेशन में 0 के बराबर है जिसका अर्थ यह भी है कि कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस संतुष्ट है तो जब भी समाधान में एक वेरिएबल होता है तो हम देखते हैं कि संबंधित स्लैक 0 होता है कंस्ट्रेंट ui vj Cij बन जाता है इसलिए असमानता एक समीकरण बन जाती है जिसका अर्थ है कि संबंधित स्लैक 0 है और कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस संतुष्ट है अब अन्य सभी स्थानों के लिए हम Cij ui vj का मूल्यांकन कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हम अनिवार्य रूप से स्लैक की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने यह भी कहा है कि अगर यह एक कंस्ट्रेंट है अगर इस असमानता को समीकरण ui vj hij Cij के रूप में लिखा गया है तो hij Cij ui vj बन जाएगा Refer Time 1633 तो हम क्या कर रहे हैं हम इन चार पोजीशंस में hij का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम डुअल स्लैक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं यदि डुअल स्लेक पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि डुअल कंस्ट्रेंट संतुष्ट है अगर डुअल स्लेक नेगेटिव है तो संतुष्ट नहीं है तो यहाँ संतुष्ट नहीं है डुअल अव्यवहार्य है हम यह भी जानते हैं कि जब डुअल अव्यवहार्य होता है और कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस लागू होती है तो प्राइमल इष्टतम नहीं होता तो हम इन डुअल को व्यवहार्य बनाने के लिए और समाधानों को हल में लाने के लिए यहाँ एक अलोकेशन करेंगे यह वही है जो हमने किया था और फिर हमें एक नया समाधान मिला था और फिर हम इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि सभी hij पॉजिटिव हों या सभी Cij ui vj पॉजिटिव हों अब इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक एलोकेशन है जिसके लिए सभी Cij ui vj पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास प्राइमल के लिए एक व्यावहारिक समाधान है कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस संतुष्ट है और अब मेरे पास डुअल के लिए एक व्यावहारिक समाधान है जिसका अर्थ है इष्टतम समाधान तक पहुंचा जा चुका है तो MODI मेथड मे भले ही हम हर बार ऐसा नही करते हैं हम केवल गणना करते हैं हम इस तरीके से ui और vj को परिभाषित करते हैं और फिर हम Cij ui vj की गणना करते हैं और हम तब रुकते हैं Refer Time 1809 जब यह सब Cij ui vj पॉजिटिव होता है इष्टतम तक पहुंचा जा चुका होता है हम वास्तव में क्या कर रहे हैं हम प्राइमल समाधान के लिए है प्राइमल का मूल्यांकन कर रहे हैं डुअल सभी u और v डुअल वेरिएबल हैं हम इस तथ्य के बारे में चिंतित नहीं हैं कि यह नेगेटिव है क्योंकि डुअल में साइन अप्रतिबंधित हो सकते हैं वे नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं इसलिए हम इसके बारे में चिंतित नहीं हैं इसलिए हमारे पास प्राइमल के लिए एक व्यावहारिक समाधान है हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस सुनिश्चित करते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि जहाँ कहीं भी एलोकेशन है ui vj Cij और स्लैक 0 है और फिर हम उन स्थानों के लिए स्लैक का मूल्यांकन करते हैं जहां कोई एलोकेशन नहीं हैं यदि सभी स्लैक्स पॉजिटिव हैं तो सभी डुअल कंस्ट्रेंट्स संतुष्ट हैं और डुअल में एक व्यवहार्य समाधान है जो वास्तव में इस समस्या का इष्टतम समाधान है जब एक कंस्ट्रेंट संतुष्ट नहीं होता है जिसका अर्थ है कि डुअल स्लैक्स में से एक नेगेटिव है जिसका अर्थ है कि Cij vj नेगेटिव है तो हम जानते हैं कि इष्टतम प्राप्त नहीं हुआ है जहां हमने डाला है वह वह जगह नहीं है जो समाधान में आएगी तो हम एलोकेशन बदलते हैं और फिर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो MODI मेथड वास्तव में डुअलिटी सिद्धांत का एक बहुत अच्छा अनुप्रयोग है Refer Time 1930 इसलिए इस कोर्स में हमने डुअलिटी को समझने के लिए जितना समय बिताया है आप तुरंत एल्गोरिथ्म में अनुप्रयोग देख सकते हैं जो एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोबलम का सबसे अच्छा समाधान खोजता है अब हमारे पास कुछ अतिरिक्त बिंदु भी हैं जब ट्रांसपोर्टेशन प्रोबलम की बात आती है आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोबलम एक मिनिमाइजेशन प्रोबलम है हम ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी हम कुछ व्यावहारिक स्थितियों में से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बना सकते हैं जहां हम वास्तव में Cij Xij को अधिकतम करते हैं तो यदि हम एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का समाधान कर रहे हैं तो करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन लाभों के लिए एक नेगेटिव वैल्यू रखी जाए ताकि वे असाधारण रूप से लागत बन जाए ताकि अधिकतम लाभ न्यूनतम लागत हो जाए और नेगेटिव वैल्यू का उपयोग करें जो कि अक्सर सुझाए जाते हैं यदि आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का समाधान कर रहे हैं अब ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां हम किसी विशेष सप्लाई प्वाइंट से किसी विशेष डिमांड पॉइंट तक परिवहन नहीं कर सकते यह मानते हुए कि यह एक न्यूनतम समस्या है तो उसका एक तरीका यह है कि हम बिग M का उपयोग करें जहां संबंधित जगह से ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी लागत लगती है ताकि जो बड़ी लागत लगती हैं उस सप्लाई पॉइंट से डेस्टिनेशन प्वाइंट तक कुछ भी न भेजें जिस तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हल किया है और जिस तरह से हमने अपना शुरुआती समाधान प्राप्त किया है और फिर शुरुआती समाधान से लेकर इष्टतम समाधान तक दो चरणों के माध्यम से हमारे पास सभी Xij या एलोकेशनस के लिए इंटीजर वैल्यू या पूर्णांक मान हैं तो हम इंटीजर समाधान तब तक प्राप्त करेंगे जब तक सप्लाई और डिमांड इंटीजर हो हमारे उदाहरण में सप्लाई क्वांटिटी और डिमांड क्वांटिटी इंटीजर थे और इसलिए हमें इंटीजर सॉल्यूशन मिला अंतिम बिंदु यह है कि यदि हमने यह संयोजन MODI के बाद पेनल्टी कॉस्ट मेथड का उपयोग नहीं किया या मोदी या स्टेपिंग स्टोन मेथड के बाद मिनिमम कॉस्ट मेथड का उपयोग नहीं किया और हमने केवल सॉल्वर या सिंप्लेक्स के माध्यम से LP को हल किया तब भी हमें इंटीजर वैल्यू प्राप्त होगी जिसे कि मैट्रिक्स की असमानता गुण कहते हैं हम उस विचार में गहराई तक नहीं जा रहे लेकिन हम यह भी समझेंगे कि लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की एक श्रेणी है जहां यदि हम इन वेरिएबलस को कंटीन्यूअस वेरिएबलस के रूप में परिभाषित करते हैं तो हम इंटीजर सॉल्यूशनस प्राप्त करेंगे तो यह हमें इस मॉड्यूल के अंत में लाता है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर चर्चा है हम अब अगले मॉड्यूल में असाइनमेंट प्रॉब्लम को देखेंगे जो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे